छात्रों का स्वागत हैं तो हम लचीला बजट सीखने की प्रक्रिया में हैं और अब मैं उन कारणों के बारे में बात करुगा कि हम किसी भी संगठन के प्रदर्शन मूल्यांकन के लिए लचीला बजट का उपयोग क्यों करते है इसलिए जैसा कि यहां लिखा गया है कि वास्तव में परिणाम मास्टर बजट से भिन्न क्यों होते हैं मूल रूप से इसके दो कारण हैं पहला कारण बिक्री और दूसरे लागत निर्धारको का मूल रूप से पूर्वानुमान के समान नहीं होना इसका मतलब है यह 999 प्रतिशत होने वाला है हम जो योजना बना रहे हैं वही प्रदर्शन नहीं होने वाला है इसलिए यदि उदाहरण के लिए नाम मात्र का अंतर हो जैसे 10 प्रतिशत हम तिमाही के एक महीने में 7 लाख रुपये की बिक्री की योजना बनाते हैं और हमारी बिक्री 75 हो गई है तो कोई समस्या नहीं है में तुलना करने के बदले सोचता हू अन्यथा हम भिन्नताओं का विश्लेषण नहीं करेंगे लेकिन उदाहरण के लिए यह एक गंभीर अंतर है कि हम 7 लाख की योजना बनाते हैं और फिर वास्तविक बिक्री 6 लाख या 8 लाख हो जाति है तब मुझे लगता है कि हमें विभिन्नताओं का विश्लेषण करना होगा और उसके लिए लचीले बजट की आवश्यकता होती हे और दूसरा कारण है गतिविधि की प्रति इकाई राजस्व या परिवर्तनीय लागत और तय प्रति अवधि स्थिर लागत अपेक्षा के अनुरूप नहीं थी परिवर्तनीय लागत भी बदलती है स्थिर लागत भी बदलती है यह संभव है कि स्थिर लागत भी बढ़ सकते है जैसे कहे प्लांट के लिए लागत वही है अगर आप 1 लाख यूनिट के हिसाब से उत्पादन बढ़ाने जा रहे हैं तो आपको नया प्लांट नहीं बनाना होगा जिसकी कुल क्षमता 50 लाख है नहीं लेकिन उदाहरण के लिए आप बात करते हैं उन कर्मचारीयों की जो स्थायी हैं तो हम अनुमान लगते है कि कर्मचारियों की लागत इतनी होगी वेतन और मुफ्त लाभ की राशि एक्स होगी लेकिन यह एक निर्धारित रकम है चाहे आप उत्पादन के लिए जाते हैं या आप उत्पादन नहीं करते हैं आप अपने कर्मचारियों को संगठन छोड़ने के नहीं कह सकते है क्योंकि वे स्थायी कर्मचारी हैं तो किसी भी वजह से हमने उन्हें एक समय तक भुगतान किया है हमने उन्हें कुछ अतिरिक्त मुफ्त लाभों का भुगतान किया है या हो सकता है किसी भी कारण से उनकी लागत बढ़ जाती है स्थिर लागत में वृद्धि हुई है इसलिए हमें भिन्नताओं की तलाश करनी होगी इसलिए जब वास्तविक स्तर का प्रदर्शन राजस्व के संदर्भ में या लागत के संदर्भ में समान नहीं है और यदि यह एक न्यूनतम सीमा स्तर से परे है तो स्थिर रूप से आपको बजट बनाने की संपूर्ण अभ्यास की समीक्षा करने की आवश्यकता है और उस समय यह करना जब वास्तविक प्रदर्शन हमारे सामने आ गया है और आप फिर से उन बजटों को तैयार करना शुरू कर देते हैं तब इसका कोई उपयोग नहीं है तो इसका जवाब है लचीला बजट लचीले बजट का उपयोग करके प्रदर्शन मूल्यांकन प्रदर्शन मूल्यांकन के लिए लचीले बजट का उपयोग करने का उद्येश्य अप्रत्याशित प्रभाव को वास्तविक परिणामों से अलग करना है अगर वह प्रतिकूल है तो उसे सही किया जा सके और यदि लाभकारी हो तो उसे बढाया जा सके लेकिन क्या हमारे कहने का मतलब यह है कि प्रदर्शन मूल्यांकन के लिए लचीले बजट का उपयोग करने का उद्येश्य अनपेक्षित प्रभाव और अनपेक्षित बजटों को अलग करना है वास्तविक परिणामों पर जिन्हें सही किया जा सकता है यदि वह प्रतिकूल है यदि लाभकारी है तो बढ़ाया जा सकता है तो जो भी प्रभाव सामने आए हैं यदि वे सकारात्मक प्रभाव हैं तो हम बढ़ा सकते हैं यदि कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ता है तो हमें उसे ठीक करना होगा अभी उदाहरण के लिए हमने अनुमान किया है कि कच्चे माल की लागत 3 लाख होनी चाहिए वास्तव में यह 25 लाख है और हम प्रसरण का विश्लेषण करते हैं और हमें पता चला कि यह 3 लाख होने की भी उम्मीद नहीं थी जिस पर बजट अनुमान उच्च पक्ष की ओर था वास्तव में यह 25 लाख होने की उम्मीद थी इसलिए बजट सुचना को सही करना फायदेमंद है बजट सूचना को हमें सही करनी होगी और अगर यह एक नकारात्मक प्रभाव है कि किसी भी कारण से लागत में वृद्धि हुई है तो हमें उन कारणों की तलाश करना होगा या तो आपको अपने बजट अनुमानों को संशोधित करना है या आपको कारण तलाश करना है और उन रिसावों को बंद करना है तो अगली बार सामग्री की लागत नियंत्रण के भीतर रहेगी अब हम लचीले बजट प्रसरण का चित्रण कैसे करते हैं देखिये इन दो स्लाइड में कि हम इन लचीले बजट प्रसरण के बारे में कैसे बात करते हैं ये वास्तविक परिणामों और लचीले बजट के बीच के अंतर हैं और इन भिन्नताओं को लचीला बजट प्रसरण कहा जाता है और अब अगली स्लाइड में मैं अगले प्रसरण के बारे में बात करूंगा यदि आप लचीले बजट प्रसरण को देखते हैं लेकिन जिन्हें आप यहाँ देखते हैं वे वो प्रसरण हैं जिन्हें गतिविधि स्तर के प्रसरण के रूप में जाना जाता है तो पिछली स्लाइड के प्रसरण को लचीले बजट प्रसरण कहा जाता है और यह लचीले बजट और वास्तविक परिणामों के बीच का अंतर है और अगली स्लाइड में हम देखते हैं की यह कौन सा प्रसरण है मास्टर बजट और लचीले बजट के बीच का अंतर गतिविधि स्तर का प्रसरण है ठीक है अब ये दो प्रसरण स्थिर बजट के मामले में होते हैं केवल एक श्रेणी का बजट का प्रसरण आया है और वह है मास्टर बजट और बिक्री स्तर के बीच भिन्नता है तो यहाँ लचीला बजट नही होगा और प्रसरण मास्टर बजट या स्थिर बजट और वास्तविक प्रदर्शन के बीच होगा लेकिन हम यहाँ लिख रहे हैं मास्टर बजट और लचीला बजट इसलिए अब आपको अलग अलग गतिविधि स्तर के प्रसरण और लचीला बजट प्रसरण को दो रूपों में दो तरीकों से समझना होगा उदाहरण के लिए आपने बजटिय प्रदर्शन के बारे में बात की थी जो 7 लाख रुपये बिक्री का था हम दिए गए तिमाही या दिए गए महीने के लिए योजना बनाते हैं कि हम 7 लाख रुपये मूल्य के बराबर निर्माण और बाजार में बिक्री करेंगे यह हमारा बजट है हम उसके लिए बजट तैयार करते हैं और उसी समय पर हमने केवल एक स्तर के लिए बजट तैयार नहीं किया यह हमारा मुख्य आंकड़ा है 7 लाख एक मुख्य आंकड़ा है लेकिन हमने सोचा कि इसका मतलब है कि अगर यह एक स्थिर बजट है तो आप केवल इस बिक्री का स्तर के लिए बजट तैयार करेंगे लेकिन चूंकि अब हम लचीले बजट के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए इसे परिवर्तित किया जाए हो सकता है कि आपकी वास्तविक बिक्री कितनी हो 8 लाख रुपये या यह 6 लाख रुपये के नीचे आ सकता है यह कुछ भी संभव हो सकता है इसलिए हमने यह सारा अभ्यास उत्पादन और बिक्री के इस स्तर के लिए किया है लेकिन हमने इसे समानुपातिक रूप से अलग अलग सूत्रों में बदल दिया है और हमने सिस्टम में एक सूत्र रखा है कि अगर यह 7 लाख है तब तो ठीक है हम वास्तविक प्रदर्शन के विश्लेषण के लिए जाएंगे और प्रसरण का पता लगायेंगे यह 6 लाख तक नीचे आ सकता है यदि यह 6 लाख पर आता है तो हमारे पास संगणक में सूत्र है चाहे हमने पहले ही बजट 6 लाख या 8 लाख का बना लिया हो यदि यह नहीं है तो हमने पहले से ही संगणक में सूत्र डाल दिया है जिस क्षण आप उस 7 लाख को 6 लाख या 8 लाख में बदल देते हैं सभी आंकड़े स्वचालित रूप से परिवर्तित हो जाएंगे और बिना समय गवाए बजट के तैयार मिलेगा अब हम बात करते हैं कि यह बजटीय प्रदर्शन मास्टर बजट स्तर है हम यहाँ जिसके बारे में बात कर रहे हैं वह है मास्टर बजट और लचीला बजटी सही है मास्टर बजट क्या है अब अगर मास्टर बजट की बात करें तो मास्टर बजट का स्तर तिमाही के एक महीने में 7 लाख है अब वास्तविक प्रदर्शन 6 लाख तक आ गया है इसलिए हम पहले क्या करेंगे पहले हम यह पता लगाने की कोशिश करेंगे कि आपकी बिक्री का स्तर कम हो गया है इसलिए इसे कहा जाता है हम इसे किस नाम से जानते हैं इसे प्रसरण कहा जाता है यदि आप लचीले बजट को देखते हैं तो और फिर दूसरा गतिविधि स्तर प्रसरण है तो इस प्रसरण को कहा जाता है गतिविधि स्तर प्रसरण कैसे क्योंकि आपकी गतिविधि का स्तर बदल गया है और आपकी गतिविधि का स्तर मास्टर बजट में 7 लाख था यह गतिविधि 7 लाख से घटकर 6 लाख हो गई है तो गतिविधि में कमी क्यों आई है बिक्री के रुपये के 1 लाख मूल्य अब हम पता करने की कोशिश करेंगे उदाहरण के लिए जब बिक्री में कमी आई है तो नकारात्मक 1 लाख रुपये की बिक्री है इसी तरह अब खर्च भाग यदि राजस्व 7 लाख से घटकर 6 हो गया है तो क्या सभी खर्चों में भी उसी अनुपात में कमी आई है या खर्चे वही है केवल राजस्व में कमी आई है या हो सकता है राजस्व समान है खर्चों में वृद्धि हुई है और यह संभव हो सकता है यदि राजस्व में 7 से 6 की कमी आई है और आनुपातिक रूप से अन्य सभी व्यय भी नीचे आते हैं तो मुझे लगता है कि हमे उसके बारे में चिंता करने का कोई मतलब नहीं है सब ठीक है बिक्री में कमी आई है यह 7 लाख होना था हमारा प्रदर्शन 6 लाख तक नीचे आ गया है और हमारा खर्च भी निचे आ गया है इसलिए इसका अर्थ है कि यह लाभप्रदता पर बहुत प्रभाव नहीं डालता है तो जब आप इस मास्टर बजट और लचीले बजट के बीच तुलना करते है तो आप मास्टर बजट स्थिर बजट गतिविधि और लचीला बजट के बिच तुलना करते है जो कि हमारे पास 6 लाख है इसका मतलब है कि हम दोनों मास्टर बजट और लचीला बजटके बिच तुलना करेंगे इसलिए इसे प्रसरण कहा जाता है और अब इससे पहले हमें एक और विश्लेषण करना होगा और वह एक और विश्लेषण होगा लचीला बजट और वास्तविक परिणाम में फिर दूसरा विश्लेषण जो आप करेंगे वह है 6 लाख के बजट के साथ 6 लाख के प्रदर्शन की तुलना है प्रदर्शन क्योंकि वास्तविक प्रदर्शन 6 लाख है इसलिए पहली तुलना 7 लाख और 6 के बीच है और दूसरी तुलना 6 लाख के बजट और 6 के वास्तविक प्रदर्शन के बीच है इसलिए एक भिन्नता गतिविधि स्तर भिन्नता है क्योंकि गतिविधि स्तर 7 से ६ पर आ गया है और फिर लचीला बजट ठीक है बिक्री 6 लाख हुई है तो क्या सभी वास्तविक खर्चों में आनुपातिक कमी आई है या कम से कम परिवर्तनीय खर्चों में या यह एक ऐसी स्थिति है कि आपके परिवर्तनीय खर्च नहीं बदले है स्थिर खर्च की परिवर्तन की उम्मीद नहीं है इसलिए लागत वही बनी हुई है बिक्री कम हुई है और लाभ या तो घाटे में बदल गई है या लाभ आनुपातिक रूप से कम हो गया है यह यहाँ मुख्य उद्देश्य है इसलिए दो प्रकार के प्रसरण की गणना हमने यहाँ की है और इन दो प्रसरणओं को कहते है जब आप 6 लाख के बजट की तुलना 6 के वास्तविक परिणाम के साथ करते हैं तो प्रसरण को लचीला बजट प्रसरण कहा जाता है और दूसरा जब आप 7 लाख के स्थिर स्तर बजट सुचना की तुलना लचीले बजट के 6 लाख के साथ करते हैं इसलिए ७ लाख यही अपेक्षित प्रदर्शन 6 लाख के लिए है यह प्रदर्शन अपेक्षित था फिर अपेक्षित प्रसरण क्या था गतिविधि की कम स्तर की वजह से जिसे जाँचना होगा और पता लगाने का प्रयास करना होगा कि जब बिक्री कम हो रही है तो परिवर्तनीय लागत भी उस अनुपात में कम हो रही है या नहीं अब हम दो और महत्वपूर्ण अवधारणाएँ की बात करेंगे क्योंकि हम बजट की पूरी कवायद क्यों करते हैं हम इसे क्यों करें क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा समग्र प्रबंधन निर्णय प्रक्रिया बहुत प्रभावी हो लेकिन हम योजना बना रहे हैं तो हम इसे हासिल करने जा रहे हैं अगर जो योजना बनाते है उसे पाने में सक्षम नहीं हैं तब आप एक अच्छा संगठन नहीं है हम एक अच्छा व्यवसाय नहीं हैं हम हमारी क्षमता पर विजय प्राप्त करने में सक्षम नहीं होंगे हम पांच साल के बाद जहाँ पहुचने की योजना बना रहे है वहा नहीं जा सकते हैं तो उसके लिए बजट है बजट का मुख्य लाभ प्रबंधन निर्णय लेने की प्रभावशीलता है लेकिन आप इसे तथ्य कह सकते हैं कि क्या यह प्रभावशीलता है या दक्षता है दक्षता उस ओर जाती है या प्रभावशीलता की ओर ले जाती है यदि आपका पूरा बजट अभ्यास कुशल है तो समग्र प्रबंधन निर्णय प्रभावी हो जाता है लेकिन यदि बजट अभ्यास कुशल नहीं है तो आप यह नहीं कह सकते कि आपका प्रबंधन निर्णय कुशल है अब इस मामले में पहले हम दक्षता को देखते हैं कि दक्षता क्या है दक्षता वह स्तर है जहाँ एक दिए गए निर्गत के लिए कम से कम आगत का प्रयोग हो निर्गत का मतलब 7 लाख मूल्य की बिक्री है यह लक्ष्य बजट है वास्तविक प्रदर्शन 6 लाख मूल्य की बिक्री है इसलिए आगत निर्गत अनुपात क्या है 7 लाख मूल्य की बिक्री के लिए आगत की आवशयकता कच्चे माल के संदर्भ में लागत 3 लाख होनी चाहिए और जब यह 7 लाख से घटकर 6 लाख पर आ गया है तो सामग्री स्तर पर सामग्री की लागत भी समानुपातिक रूप से नीचे आया है इसलिए अगर उस दक्षता स्तर को बनाए रखने में सक्षम हैं कि निर्गत बढ़ रहा है तो तभी केवल निर्गत लागत बढ़ते जा रही है और यदि निर्गत कम हो रहा है तो आगत लागत भी कम हो रही है तो ठीक है आपके निर्णय लेने में कुशलता है और आप फर्म के सभी संसाधनों का कुशलता से उपयोग कर रहे हैं चाहे यह वित्तीय हो सकता है यह परिचालन हो सकता है यह मानवीय हो सकता है लेकिन यह उस तरह से नहीं है अगर जब आपके पास 7 लाख रुपये की बिक्री की योजना थी तो आपकी लागत का अनुमान यह था लेकिन जब बिक्री 7 से 6 लाख तक कम हो गई तो लागत में आनुपातिक कमी नही आई कम से कम परिवर्तनशील लागत में इसका मतलब है कि आगत और निर्गत बेमेल है और इसे हम कुशल बजट या कुशल निर्णय लेने के रूप में नहीं कहेंगे और यदि यह कुशल नहीं है तो स्थिर रूप से आप यह नहीं कह सकते कि समग्र प्रबंधन निर्णय प्रभावी है तो मूलतः प्रभावशीलता उद्देश्य या लक्ष्य के पूरा होने की कोटि है इसलिए यदि आप प्रभावी प्रबंधक बनना चाहते हैं तो आपको बहुत ही कुशल व्यक्ति कुशल निर्णय लेनेवाला बनना होगा ताकि सभी साधनों के साथ साथ बजट टीम के साथ साथ वास्तविक प्रदर्शन या हो सके तो किसी कंपनी का शीर्ष प्रबंधन बहुत कुशल हो जहां वे भविष्य में आगे देखने में सक्षम हैं तो वे जो भी निर्णय लेने जा रहे हैं उन निर्णयों की वास्तव में संगठन लक्ष्यों को प्राप्त करने में बहुत उपयोगीता होने जा रही है और समग्र प्रबंधन निर्णय को प्रभावी प्रबंधन निर्णय कहा जाएगा इसीलिए बजट एक महत्वपूर्ण उपकरण है और जहाँ बजटीय कवायद की दक्षता परिलक्षित होगी वह यह है कि वास्तविक और बजट परिणामों के बीच के विचलन क्या हैं अब भिन्नताओं के कारणों को अलग करते हुए बजट में पहला काम जो हमारे पास है वह है बजट तैयार करना और उसके बाद वास्तविक जानकारी एकत्र करना और फिर प्रसरण की गणना करना यदि उदाहरण के लिए प्रसरण 10 प्रतिशत या 50000 के दहलीज स्तर के भीतर हैं तो हम अच्छी तरह से सीमा के भीतर हैं लेकिन यदि प्रसरण 10 प्रतिशत या 50000 से अधिक हैं उदाहरण के लिए यह एक स्तर है जो मैं कह रहा हूं यह कोई भी स्तर हो सकता है जिसे उस मामले में एक निर्धारित स्तर कहा जाता है वैसी स्थिति में इसका परिणाम क्या होगा पहले प्रसरण होंगे सकारात्मक या नकारात्मक दोनों तरह के प्रसरण को विश्लेषणों की आवश्यकता होती है और उन भिन्नताओं के जो भी कारण सकारात्मक और नकारात्मक पाए जाते हैं उन्हें अलग थलग करना होगा उन्हें हटाना होगा ताकि अगली बजट अवधि में अगले 6 महीनों में अगले एक वर्ष में अगले तिमाही में वे विचलन न हों और हमारा प्रदर्शन उस पर खरा उतरे जो हम करने की योजना बनाते हैं प्रसरण के कारणों को अलग करने में प्रबंधक वास्तविक परिणाम मास्टर बजट और लचीले बजट के बीच तुलना का उपयोग करते हैं जो संगठन के प्रदर्शन का मूल्यांकन करते हैं हमारे पास तीन अनुमान हैं कि एक मास्टर बजट है दूसरा 6 लाख का वास्तविक प्रदर्शन मास्टर बजट 7 लाख के लिए था और फिर 6 लाख के लिए लचीला बजट इसलिए तीन तुलनाएं हैं मास्टर बजट की तुलना 6 लाख के वास्तविक प्रदर्शन के साथ और फिर 6 लाख के वास्तविक प्रदर्शन के साथ 6 लाख के लचीले बजट की तुलना और फिर हम यह पता लगाने में सक्षम हैं कि किसी भी प्रकार का प्रसरण है या नही और यदि है तो उसके कारण क्या हैं दूसरा प्रदर्शन प्रभावी हो सकता है कुशल हो सकता है या दोनों या दोनों में से कोई भी नहीं यदि आप लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम हैं तो आपका प्रदर्शन प्रभावी है और यह प्रभावशीलता प्रबंधन के निर्णय लेने की दक्षता का परिणाम है इसलिए दोनों वहाँ होंगे एक बार जब हम प्रभावी होते हैं तो हम कुशल भी होंगे एक बार जब हम कुशल होते हैं तो हम प्रभावी भी होंगे लेकिन अगर हम कुशल नहीं हैं तो हम प्रभावी नहीं हो सकते हैं प्रबंधन के निर्णयों में न ही कार्यकुशलता है न ही वे प्रभावी है इसका मतलब है कि पूरे बजट अभ्यास ने हमारे लिए कोई परिणाम उत्पन्न नहीं किया और यह पूरी कवायद निरर्थक हो गई तो ऐसी स्थिति नही आनी चाहिए और ऐसी स्थिति उत्पन्न न होने पाए यदि आप बजट प्रक्रिया में हैं तो इसे सावधानीपूर्वक गंभीरता से करे और फिर जो आपके लक्षित लक्ष्य या उद्देश्य हैं उसे प्राप्त करने का प्रयास करें फिर अब हम लचीले बजट प्रसरण पर आते है वहां कुछ सूत्र दिए गए हैं जो बहुत सरल सूत्र हैं लचीले बजट प्रसरण की आप दो तरह से गणना कर सकते हैं एक कुल लचीला बजट प्रसरण है पहले हम कुल लचीले बजट प्रसरण की गणना करते हैं और कुल लचीला बजट प्रसरण वास्तविक बिक्री घटाव कुल लचीले बजट कुल वास्तविक बिक्री गतिविधियों के स्तर के लिए के बराबर है अब लचीले बजट प्रसरण का मतलब है कि यह यहाँ मुख्य है उदाहरण के लिए आपका वास्तविक बजट रुपये 6 लाख है और हम बजट को 6 लाख के स्तर के लिए तैयार करेंगे क्योंकि हमने पहले ही संगणक में सूत्रों को रखा है तो चाहे वह 6 लाख 8 लाख नौ लाख हो या 7 लाख वास्तविक गतिविधि के किसी भी स्तर पर परिणाम बदलने में कुछ भी समय नही लगता है तो यह 6 लाख का बजट है यह वास्तविक है और फिर इन दोनों के बीच तुलना है जब हम इन दोनों के बीच तुलना करते हैं तो इसका परिणाम विचलन होता है ठीक ही है जब आप इन भिन्नताओं का पता लगाने जा रहे हैं तो फिर हमें उन भिन्नताओं के कारणों को जानना होगा फिर आगे बिक्री गतिविधि प्रसरण है और बिक्री गतिविधि प्रसरण की गणना कैसे की जाती है इसके लिए सूत्र है कुल बिक्री गतिविधि प्रसरण कुल बिक्री गतिविधि प्रसरण कैसे हम इसे निकलते हैं जैसा कि मैं आपके साथ चर्चा करता हूं कि कुल बिक्री गतिविधि प्रसरण 7 लाख होगा जो मास्टर बजट था वास्तविक प्रदर्शन 6 लाख है इसलिए आपकी गतिविधि में 1 लाख की कमी आई है ठीक है आपकी बिक्री में कमी आई है यह नकारात्मक प्रसरण एक लाख है इसलिए हमें अब यह पता लगता है जब हम तुलना करते हैं इसलिए जब हम बजट विवरण तैयार करते हैं तो इसे दो चरणों में तैयार करें हम कुल लागत की गणना नहीं करते हैं हम कुल लागत को दो भागों में विभाजित करते हैं परिवर्तनीय लागत और स्थिर लागत तो विवरण कैसे तैयार करें पहले हम यहां बिक्री स्तर लिखेंगे बिक्री कितनी होने वाली है उदाहरण के लिए 6 लाख और इस बिक्री के लिए कुल लागत होने जा रही है मैं यहां चार लाख उदाहरण के लिए लूँगा कुल लागत मैं कह रहा हूं लेकिन इस कुल लागत में 3 लाख आपके परिवर्तनीय लागत और 1 लाख स्थिर लागत है इसलिए जब आपको लाभप्रदता का पता लगाना होगा आप बजट के शीर्ष सबसे पहले 6 लाख बिक्री कम परिवर्तनीय लागत रखेंगे परिवर्तनीय लागत कितनी है हम पहले ही अनुमान लगा चुके हैं यह 3 लाख होना चाहिए इसका मतलब है कि हम बिक्री की कुल लागत को घटाते हैं इसलिए बिक्री कम चर लागत को योगदान कहा जाता है और यह योगदान इस मामले में कितना है 3 लाख है 6 कम 3 3 लाख है अब इस योगदान से आप अगले चरण पर आ जाएंगे जिसे आप स्थिर लागत कहेंगे स्थिर लागत घटाएंगेऔर यह स्थिर लागत कितनी है यह 1 लाख है अब इसे परिचालन लाभ कहा जाएगा तो यहाँ परिचालन लाभ कितना है 2 लाख का आप इस लाभ को एक बार में भी जान सकते हैं ऐसे कि मेरी कुल बिक्री 6 लाख है मेरी कुल लागत 4 लाख है और मेरा लाभ दो लाख है हम ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि जब बिक्री की मात्रा बदलती है प्रदर्शन स्तर बदल जाती है लागत के एक घटक में परिवर्तन होने की उम्मीद है जो परिवर्तनशील है लेकिन लागत का दूसरा घटक जो तय हो गया है उसके बदलने की उम्मीद नहीं है मैं कह रहा हूं प्रति यूनिट स्थिर लागत में परिवर्तन होगा लेकिन कुल स्थिर लागत समान रहता है एक ही परिवर्तनशील लागत बदलती है तो यह रिश्ता दोनों लागत के मामले में एक में सकारात्मक और दुसरे में उलटा है अब इस मामले में जब आप यहां बिक्री गतिविधि प्रसरण की गणना कर रहे हैं लेकिन हम यहां कुल बिक्री गतिविधि प्रसरण निकल रहे हैं मतलब जब बिक्री 7 लाख से घटकर 6 लाख हो गई है तो इकाइयों में आपकी वास्तविक बिक्री 6 हज़ार हो सकती है 6 हजार इकाइ कम मास्टर बजट इकाइ मास्टर बजटेड में 7000 इकाइ था इसलिए यह 7 लाख है यह 7000 यूनिट्स था वास्तविक है 6 हजार इकाइ तो इसका मतलब है कि उत्पादन में 1000 इकाइयों की कमी है इस मामले में अब हम प्रति यूनिट बजटेड योगदान मार्जिन की गणना करते हैं इसलिए हमने गणना की यदि आप इस मामले में प्रति यूनिट बजटेड योगदान मार्जिन की गणना करते हैं तो इस मामले के लिए यह इतना है और 7000 इकाइयों के लिए योगदान अधिक होने की उम्मीद थी लेकिन 6000 इकाइयों के लिए यह 3 लाख के रूप में सामने आया है इसलिए इसका मतलब है कि गतिविधि स्तर में 7000 से 6000 तक क्या परिवर्तन आया है इसी तरह लागत परिवर्तनीय लागत में कमी आई है और स्थिर लागत शेष है तो योगदान मतलब प्रति इकाई योगदान समान रहना चाहिए क्योंकि जब बिक्री के स्तर में कमी आती है तब परिवर्तनीय लागत को उसी अनुपात को कम होना पड़ता है इसलिए योगदान मूल रूप से बिक्री कम परिवर्तनीय लागत है और प्रति यूनिट बजटीय योगदान समान होना चाहिए नहीं बदलना चाहिए क्योंकि दोनों परिवर्तनशील हैं जब बिक्री बढ़ रही है तो परिवर्तनीय लागत भी बढ़ रही है जब बिक्री कम हो रही है और परिवर्तनीय लागत भी कम हो रही है तो प्रति यूनिट अंशदान मार्जिन वही होना चाहिए यदि योगदान मार्जिन प्रति यूनिट उसी स्थिति में बना रहे इस केस में कोई समस्या नहीं है क्योंकि बिक्री प्रदर्शन में कमी या बढ़ोतरी आ सकती है जबकि अंशदान नहीं बदलना चाहिए और यह तभी होगा जब आपकी परिवर्तनीय लागत परिवर्तनशील हो और परिवर्तनशील लागत में बदलाव गंभीर चिंता है जिसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए या जो अपेक्षित नहीं है अब ये कुछ बहुत ही दिलचस्प रिपोर्टें हैं वास्तव में बजट के वास्तविक सुधारों के बजट के वास्तविक प्रसार के बारे में है हमारे पास उपलब्ध रिपोर्टें लचीले बजट की अवधारणा को विस्तृत रूप से समझने के लिए है जनवरी महीने के लिए मास्टर बजट का उपयोग करते हुए प्रदर्शन रिपोर्ट 31 जनवरी 2019 को बनाया गया था अब यह प्रदर्शन रिपोर्ट है इसे तैयार किया जा सकता है प्रदर्शन रिपोर्ट का मतलब है सब कुछ खत्म हो जाने के बाद भी आपके बजट आपके पास थे फिर वास्तविक प्रदर्शन देखा गया और महीने के अंत में हम दोनों की तुलना करेंगे तो इस मामले में हमारे पास उदाहरण के लिए यह एक स्थिर बजट है आपके पास मास्टर बजट है यह जानकारी मास्टर बजट के लिए दी गई है और यह वास्तविक प्रदर्शन है जिसका अर्थ है कि यह स्तम्भ वास्तविक प्रदर्शन है अभी हमारे पास कितने यूनिट की बिक्री के लिए मास्टर बजट था 9000 इकाइयाँ और वास्तविक प्रदर्शन 2000 इकाइयों द्वारा कम हो गया है कोई समस्या नहीं है यह भिन्नता 2000 की है और यह हो सकती है बिक्री मूल्य इस स्तर से इस स्तर तक नीचे आ सकते हैं तो इसका मतलब है कि कुछ राशि का नकारात्मक विचलन है और यह 62000 डॉलर मूल्य के बराबर है प्रदर्शन की उम्मीद कितनी थी 279000 डॉलर मूल्य यह घटकर 217000 डॉलर हो गया है इसका मतलब है कि 62000 डॉलर का प्रतिकूल नकारात्मक प्रसरण है अब परिवर्तनीय व्यय यहाँ देखें परिवर्तनीय व्यय उदाहरण के लिए अपेक्षित स्तर यह था और वास्तविक स्तर यह है तो अब हमने देखा है कि यहाँ जो विचलन आ रहा है वह कितना भिन्न है 37730 जो अनुकूल है क्योंकि मास्टर बजट में यह अधिक था वास्तविक 151270 है इसलिए अब अनुकूल प्रसरण है क्योंकि परिवर्तनीय विनिर्माण व्यय कम हो गया है लेकिन यह इस बारे में अच्छा महसूस करने के लिए कुछ भी नहीं है क्योंकि आपका 189000 का यह स्तर 9000 इकाइयों के प्रदर्शन स्तर पर था 7000 इकाइयों के स्तर पर यह नीचे आने की उम्मीद थी इसलिए यह नीचे आ गया है इसमें कुछ भी कुछ खास नहीं है शिपिंग व्यय ५४०० से ५००० तक नीचे आ गया है और ४०० के अनुकूल प्रसरण की उम्मीद थी प्रशासनिक खर्च यह 1800 होने की उम्मीद थी और अब आपके प्रशासनिक खर्चों में वृद्धि हुई है आपके प्रदर्शन में कमी आ रही है बिक्री में कमी आ रही है लेकिन वास्तविक प्रशासनिक खर्च में वृद्धि हो रही है तो इसका मतलब है कि अब प्रतिकूल प्रसरण कितना कहेंगे 200 डॉलर या 200 रुपये जो एक गंभीर चिंता का कारण है यह कुल परिवर्तनीय खर्च है अब हमें यह देखना है कि कुछ राशि से अनुकूल प्रसरण है और हम देखते है कि अनुकूल प्रसरण इस 37930 राशि से है अब क्या यह प्रसरण होना चाहिए जब बिक्री स्तर 2000 इकाइयों से नीचे आ रहा हो चर लागत में 2000 की कमी होने की उम्मीद थी या वास्तव में हमने जो चीज़ हासिल किया है वह लागत में कमी है चाहे वह समानुपातिक हो या नहीं यह एक पहला सवाल है जो उठता है इसलिए योगदान मार्जिन अंत में प्रतिकूल हो गया है एक कारण की यह प्रतिकूल हो गया है क्योंकि हम 9000 पर योजना बनाये थे पर वास्तव में यह 7000 है लेकिन क्या यही कारण है कि योगदान मार्जिन में 24070 की तेज़ गिरावट आई है जो प्रतिकूल है लेकिन ऐसा होना चाहिए क्योंकि आप बाजार में 9000 इकाइयों की बिक्री की उम्मीद कर रहे थे और हमने 7000 इकाइयों को बेचा है तो यह कोई बड़ी बात नहीं है और फिर स्थिर खर्च है अब स्थिर खर्चों में बदलाव की उम्मीद नहीं है हो सकता हैं आप 9000 यूनिट बेच रहे हैं या 7000 यूनिट बेच रहे हैं एक निश्चित स्तर के उत्पादन और बिक्री तक स्थिर खर्चों में बदलाव नहीं होता है और इस मामले में विनिर्माण खर्च 37000 होने की उम्मीद थी लेकिन आपको दिखेगा कि बहुत ही खतरनाक बदलाव हुआ है आपका बिक्री स्तर 9000 से घटकर 7000 हो गया है जहां स्थिर विनिर्माण खर्च 300 तक बढ़ गया है इसका मतलब है कि 300 का नकारात्मक प्रसरण बहुत गंभीर बात है स्थिर बिक्री या प्रशासनिक व्यय जो कि 33000 होने की उम्मीद थी वास्तव में यह 33३00 है प्रदर्शन स्तर 9000 6 हजार 7000 जो भी हो स्थिर खर्चों में बदलाव नहीं होने जा रहा है इसलिए हम यह उम्मीद नहीं करेंगे कि स्थिर व्यय में कमी आएगी लेकिन हम यह भी उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि निर्धारित व्यय बढ़ जाएगा जो इस मामले में हुआ है और अंततः परिचालन आय कम हो गया है जिसे आप कह सकते हैं कि 7000 इकाइयों के स्तर पर बढ़ी हुई परिवर्तनीय लागत या उसी अनुपात में परिवर्तनीय लागत में कमी नहीं होने से आपकी परिचालन आय की हानि हो गई है और आप जो नुकसान यहां कह रहे हैं वह कुल खर्च है और परिचालन आय एक नुकसान बन गई है जब बिक्री का स्तर 9000 से घटकर 7000 हो गया है जो कि 11570 है और समग्र प्रसरण है यदि हम यहां देखें तो यह प्रतिकूल हो गया है क्योंकि गतिविधि स्तर में 24370 के परिवर्तन के कारण यह है अब यह नुकसान सामने आया है या इसे यहां देखा जा रहा है कि इसके दो कारण हैं एक कारण यह है कि जब आपने 9000 इकाइयों के लिए योजना बनाई थी तो आपका प्रदर्शन घटकर 7000 इकाइयों पर आ गया स्थिर खर्च समान रहे और एक मामले में वे वही नहीं रहे इसके बजाय वे ऊपर चले गए इसलिए यह नुकसान का एक कारण है क्योंकि स्वाभाविक रूप से जब प्रदर्शन का स्तर कम हो जाता है तो खर्च को कभी भी आनुपातिक रूप से कम नहीं किया जा सकता है आपका लाभ नीचे जाने की उम्मीद है या उम्मीद है कि लाभ नुकसान में परिवर्तित हो जाए एक बार समाप्त हो जाने के बाद यह कोई मुद्दा नही इसे किया जा सकता है लेकिन यहाँ दूसरा चिंताजनक तथ्य यह है कि आपकी परिवर्तनीय लागत भी आनुपातिक रूप से कम नहीं हुई है जो कि यहाँ चिंता का कारण है जैसा कि मैंने आपको प्रति यूनिट योगदान को वही बनाए रखने के लिए कहा था कि अगर बिक्री का स्तर कम हो रहा है तो आनुपातिक रूप से लागत में भी कमी आनी चाहिए अगर इसमें कमी आई है तो प्रसरण अनुकूल हैं लेकिन फिर भी उसी अनुपात में नहीं हैं और अगर एक मामला जो कुल प्रशासनिक खर्चों का है अगर हम बात करें तो वे नीचे जाने के बजाय बढ़ गए हैं इसलिए यह 200 डॉलर का नकारात्मक विचलन है जिसे यहां देखा गया है तो फिर प्रदर्शन का स्तर नीचे आ रहा है बिक्री कम हो रही है आपके स्थिर खर्चों समान रहते है और परिवर्तनशील खर्च उसी अनुपात में नीचे नहीं आ रहे हैं तो वह चिंता का कारण है और उनके कारण भिन्नताएं हैं यह बहुत सामान्य है मास्टर बजट और वास्तविक प्रदर्शन के बीच का विश्लेषण जिसे आप स्थिर बजट कह सकते हैं यह स्थैतिक बजट की मुख्य कमी है आप पता लगा सकते हैं कि आप सेब के साथ संतरे की तुलना कर रहे हैं यह नारंगी है यह सेब है इसलिए इसका मतलब है या यह सेब है यह नारंगी है तो आप 7000 के साथ 9000 की तुलना नहीं कर सकते इसके लिए आपको कुछ ऐसा चाहिए जो 7000 के स्तर पर होना चाहिए इसका मतलब है कि अगर आपके पास बजट 9000 का है वास्तविक प्रदर्शन 7000 है तब या तो आपके पास 7000 के लिए भी बजट होना चाहिए अगर आपको मिल गया है आपको तैयार नही करना पड़ेगा तो अगर आपके पास है तब हम एक लचीली बजट प्रणाली का पालन कर रहे हैं लेकिन यदि आपके पास नहीं है तो आपको तैयार करनी होगी और तुलना के समय तैयारी करने से बहुत सारी समस्याएं पैदा होंगी तो यह एक बुनियादी कमी है जो मैंने आपको समझाया है कि यह स्थैतिक बजट मास्टर बजट की मुख्य कमी है जो कि लचीला बजट तैयार करके दूर किया जा सकता है तो लचीले बजट क्या हैं और कैसे वे इस सारी समस्या को दूर करने में हमारी मदद करते हैं और स्टैटिक बजट की कमियां इनके बारे में मैं आपसे अगली कक्षा में चर्चा करूँगा बहुत बहुत धन्यवाद